इस सप्ताह के तीसरे लेक्चर के लिए आपका स्वागत है इसलिए पिछले लेक्चर में हमने परिभाषित किया था कि हमारे ट्रांजिशन बेस्ट पार्सिंग की धारणा क्या है और हमने देखा कि मेरे पास कौन से कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए मैं कौन से ट्रांजिशन ले सकता हूं और मैं अंतिम डिपेंडेंसी ग्राफ के साथ कैसे आ सकता हूं और हमने एक उदाहरण लिया और दिखाया कि आप क्या ट्रांजिशन ले सकते हैं और आपको कैसे ट्रांजिशन करने चाहिए और फिर हम यह कहते हुए समाप्त किए कि नए वाक्य के लिए पार्स करने के लिए मैं इसका उपयोग कैसे करूंगा तो यह कुछ ऐसा है जो हमने शुरू में पूछा था इसलिए मेरे पास कुछ वाक्य S है मैं यह पता लगा सकता हूं कि फ़ंक्शन का प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जब तक मैं टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त नहीं कर लेता मैं कुछ ट्रांजिशन लेता रहता हूं कुछ इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन पर जाता हूं और मैंने कहा कि डेटा के साथ मेरे पास कुछ वाक्य और उनकी अनुरूप डिपेंडेंसी पार्सिंग होगी और वहां से मैं यह जानने की कोशिश करूंगा कि ट्रांजिशन के संचालन क्या हैं मैं कहां ले जा रहा हूं अब इस लेक्चर में हम एक विशेष समस्या के लिए देखेंगे कि हम लर्निंग भाग कैसे करेंगे इसलिए फिर से मुझे आपको मूल अंतर्ज्ञान देकर शुरू करना चाहिए तो मूल अंतर्ज्ञान क्या होगा तो पिछले लेक्चर में आपने सीखा था कि एक वाक्य के लिए यदि आप डिपेंडेंसी ग्राफ जानते हैं तो यह मेरा लेबल डेटा है तो आप चरणों के माध्यम से बहुत आसानी से ट्रांजिशन के चरणों को चला सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह मेरा प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन है और आपको पता लगाना चाहिए कि मुझे क्या ट्रांजिशन लेना चाहिए मान लीजिए यह शिफ्ट है तो आप कहीं स्टोर कर सकते हैं यह मेरा प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन C 0 है और यह ट्रांजिशन है फिर इस ट्रांजिशन को लेने से आप कुछ अन्य कॉन्फ़िगरेशन C 1 पर जाएंगे तो ट्रांजिशन क्या है वह फिर से लेफ्ट आर्क हो सकता है कुछ C 2 हो सकता है यह शिफ्ट हो सकता है और इसी तरह कुछ C m यह शिफ्ट या कुछ और हो सकता है तो यह एक वाक्य है आप आसानी से इन चरणों के माध्यम से चला सकते हैं और पता लगा सकते हैं और यह C i क्या है C i कुछ भी नहीं बल्कि स्टैक में कुछ शब्द बफर में कुछ शब्द और मेरे आर्क में कुछ ऐसा है जो मेरा C i है तो इसका मतलब है मान लें कि मुझे वाक्यों और उनकी डिपेंडेंसी ग्राफ का एक सेट दिया गया है मैं कॉन्फ़िगरेशन के सभी संभव सेट स्टोर कर सकता हूं और सभी संभव सेट से मेरा मतलब है कि मैं इन वाक्यों और उनके संबंधित ट्रांजिशन से जो कुछ भी प्राप्त कर रहा हूं और यह मेरा आखिरी सेट हो सकता है तो मेरे पास सभी संभावित C i और उस ऑप्टिमल ट्रांजिशन का एक सेट होगा जो मुझे लेना चाहिए और C i इस रूप में कुछ स्टैक में है और कुछ बफर में कुछ आर्क में है अब रन टाइम में मेरी क्या समस्या है रन टाइम में मुझे एक वाक्य S दिया जाता है मैं इसकी डिपेंडेंसी पार्स नहीं जानता इसलिए मैं अपना ट्रांजिशन शुरू करता हूं मैंने कुछ प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन C 0 में परिवर्तित किया जो आसान है क्योंकि हमारे पास प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तित करने का फ़ंक्शन है वहां मुझे यह पता लगाना होगा कि मुझे क्या ट्रांजिशन लेना चाहिए अब विचार क्या होगा मैं डेटा के इस सेट का उपयोग करने की कोशिश करूंगा जो मेरे पास है मुझे पता है कि किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेरे गोल्ड स्टैंडर्ड में या मेरे द्वारा लेबल किए गए डेटा सेट में कौन से ट्रांजिशन शब्द लिए गए हैं इसलिए मैं यह पता लगाने की कोशिश करूंगा इसलिए मशीन लर्निंग के दृष्टिकोण में यह जाने से पहले हम उपयोग करेंगे इसलिए सहज ज्ञान युक्त विचार यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि सेट में निकटतम कॉन्फ़िगरेशन क्या हैं और उन निकटतम कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या ट्रांजिशन लिया गया था और मैं वहां से उस t स्टार का उपयोग करने की कोशिश करूंगा मान लीजिए कि मुझे पता है कि t स्टार वह ट्रांजिशन है जो यहां निकटतम कॉन्फ़िगरेशन में ले जाता था इसलिए मैं t स्टार का उपयोग करूंगा और एक बार जब मैं इस t स्टार को जानता हूं तो मैं इसे अगले एक C 1 में स्थानांतरित कर सकता हूं फिर से सवाल आएगा कि मुझे क्या ट्रांजिशन लेना चाहिए तो फिर से इस पर वापस जाएं और t डैश चुनें इसे C 2 तक ले जाएं यह करते रहें कि जब तक आप अंतिम कॉन्फ़िगरेशन C m के साथ नहीं आएंगे और इसीलिए आप कहते हैं कि यह S के लिए डिपेंडेंसी ग्राफ़ है और यह सहज विचार है पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि इस सेट के साथ कैसे आते हैं और आज हम देखेंगे मैं इस समस्या का सामना कैसे कर सकता हूं ताकि मैं इस फ़ंक्शन के साथ आ सकूं कि यहां से निकटतम कॉन्फ़िगरेशन क्या है क्या ट्रांजिशन है जो मुझे लेना चाहिए इसलिए एक महत्वपूर्ण विचार जो हमने पहले ही इस पाठ्यक्रम में पहले ही चर्चा की थी वह यह है कि उदाहरण के लिए आप निकटतम कॉन्फ़िगरेशन का पता कैसे लगाते हैं और क्या ट्रांजिशन है जिसे हम ले रहे हैं यह आपको कुछ प्रकार के क्लासिफायर का उपयोग करके करना है जो कि आप सभी चार ट्रांजिशन के बीच दिए गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए वर्गीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा ट्रांजिशन लिया जाएगा तो आप इसे चार श्रेणी वर्गीकरण समस्या के रूप में मान रहे हैं प्रत्येक बिंदु पर आप चार वर्गों में से एक के बीच वर्गीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं और आप कैसे वर्गीकृत करने जा रहे हैं आपको अपने इनपुट डेटा को कुछ रिप्रेजेंटेशन में बदलना होगा तो यह कुछ फीचर रिप्रेजेंटेशन का उपयोग कर रहा होगा तो आपको अपने कॉन्फ़िगरेशन को कुछ सॉर्ट फीचर फीचर वेक्टर में बदलना होगा और उन फीचर के लिए आपको वेट्स का पता लगाना होगा और यह वेट आपको ट्रेनिंग के उदाहरणों द्वारा फिर से सीखना होगा और एक बार जब आप ऑप्टिमल वेट सीख लेते हैं तो आप यह पता लगा सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर ट्रांजिशन क्या है और यही हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे तो हम देखते हैं तो अब हम डेटा संचालित डिटरमिनिस्टिक पार्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ कुछ चीजें लिखी हैं जैसे डिटरमिनिस्टिक पार्सिंग के लिए ओरेकल की आवश्यकता होती है मुझे ओरेकल से क्या मतलब है इसलिए ओरेकल कुछ भी नहीं बल्कि कॉन्फ़िगरेशन का सेट और ट्रांजिशन का सेट है जो मैंने लिया है तो यह आप पहले से ही अंतिम लेक्चर में देख चुके हैं आप कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांजिशन कैसे खोजते हैं अब हम क्या करने जा रहे हैं हम इसे एक क्लासिफायर द्वारा अनुमानित करना चाहते हैं इसलिए हम वहां से क्लासिफायर सीखेंगे और ट्रीबैंक डेटा का उपयोग करके इसे प्रशिक्षित किया जाएगा इसलिए हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड लेबल डेटा में जो भी डेटा है हम उसका उपयोग हमारे क्लासिफायर को भी प्रशिक्षित करने के लिए करेंगे तो आप दो अलग अलग कार्यों के लिए उस लेबल डेटा का उपयोग करेंगे पहला ओरेकल कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन के निर्माण के लिए दूसरा मेरे क्लासिफायर के वेट्स को जानने के लिए अब लर्निंग की समस्या क्या है अब जैसा कि हमने कहा कि हमें एक इनपुट के रूप में एक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा और हम यह पता लगाना चाहते हैं कि एक विशेष कॉन्फ़िगरेशन में मुझे क्या ट्रांजिशन लेना चाहिए इसलिए आदर्श रूप से मैं उस फ़ंक्शन को अनुमानित करना चाहता हूं जो एक कॉन्फ़िगरेशन को लेता है जिसे एक फीचर वैक्टर दो ट्रांजिशन द्वारा दर्शाया जाता है इसलिए कॉन्फ़िगरेशन से ट्रांजिशन तक यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कुछ और नहीं बल्कि एक फीचर वैक्टर रूप है क्योंकि अन्यथा आप दो कॉन्फ़िगरेशन के बीच तुलना कैसे करते हैं इसीलिए आप इसे कुछ फ़ीचर वेक्टर फॉर्म के संदर्भ में बहुत सार रिप्रेजेंटेशन देंगे और आप फीचर वेक्टर से ऑप्टिमल ट्रांजिशन के लिए एक फ़ंक्शन सीखेंगे और यह आपका क्लासिफायरियर होगा और आप कैसे सीखेंगे कि आपको गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रांजिशन अनुक्रम का ट्रेनिंग सेट दिया जाएगा जो हमने पहले ही देखा है तो अब इस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए या इस समस्या को पूरी तरह से समझने के लिए तीन मुद्दे हैं जिन्हें आपको समझने की आवश्यकता है सबसे पहले मैं एक फीचर वेक्टर द्वारा कॉन्फ़िगरेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करता हूं दूसरा मैं अपने ट्रीबैंक से ट्रेनिंग डेटा कैसे प्राप्त कर सकता हूं और तीसरा यह है कि मैं अपने क्लासीफायर कैसे सीखूं तो आइए हम इन तीन प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर देने का प्रयास करें इसलिए मैं फीचर वैक्टर द्वारा कॉन्फ़िगरेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करूं और यह कुछ ऐसा है जो हमने कक्षा में पहले किया था कि मैं किसी दिए गए स्टेट को कैसे परिवर्तित करूं या फीचर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करूं तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरा कॉन्फ़िगरेशन एक स्टैक बफर और आर्क्स के अलावा कुछ भी नहीं है और मैं इसे कुछ फीचर वेक्टर में बदलना चाहता हूं और फिर से फीचर वेक्टर हम इसे f c t जैसे बहुत ही सरल रूप में लेंगे यह कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांजिशन पर एक फंक्शन है और हम ट्रांजिशन से स्वतंत्र फीचर को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे इसलिए प्रत्येक फीचर जिसे हम परिभाषित करते हैं उसकी चार प्रतियां चार अलग अलग ट्रांजिशन हो सकती हैं इसलिए f c t 1 f c t 2 f c t 3 f c t 4 इस तरह से तो मैं कौन सी अलग अलग चीजें हैं जिन्हें मैं फीचर में इस्तेमाल कर सकता हूं तो मैं इन चीजों का उपयोग कर सकता हूं जैसे कि इस स्टैक के टॉप पर शब्द क्या है बफर के टॉप पर क्या शब्द है वे बहुत महत्वपूर्ण हैं यहां शब्द क्या है फिर मैं इन शब्दों के पार्ट ऑफ स्पीच टैग का उपयोग करना चाहता हूं क्योंकि कभी कभी कुछ संबंध सीधे इस बात पर निर्भर हो सकते हैं कि क्या यह एक क्रिया है और यह एक संज्ञा है तो एक संबंध हो सकता है अन्यथा नहीं इसलिए मैं पार्ट ऑफ स्पीच टैग का उपयोग कर सकता हूं मैं लेम्मा जा सकता हूं मैं इस शब्द और वास्तविक वाक्य में इस शब्द के बीच की दूरी का उपयोग करना चाहता हूँ मैं यह भी उपयोग करना चाहता हूं कि यहां पड़ोसी क्या हैं मैं इस बात का उपयोग करना चाहता हूं कि मैं इस शब्द या इस शब्द के साथ क्या संबंध स्थापित कर चुका हूं इसका मतलब है कि मैं स्टैक बफर और आर्क्स पर कुछ शर्तों को परिभाषित करूंगा और मैं अपनी फीचर को लेना चाहूंगा और फिर से ये कुछ बायनरी प्रश्न हो सकते हैं जो मैं पूछ रहा हूं तो इन दो शब्दों के बीच की दूरी 2 से 5 के बीच है हाँ या नहीं तो इस तरह से यह मेरी शर्तें हैं और यह मेरी फीचर्स है और मैं इसे सभी चार ट्रांजिशन के लिए परिभाषित करूंगा तो आइए हम देखें कि विभिन्न फीचर मॉडल क्या हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से ले सकते हैं इसलिए मैं साधारण फीचर के एक वेक्टर द्वारा कॉन्फ़िगरेशन c का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं तो जैसे मैं नोड्स का उपयोग कर सकता हूं तो इस स्टैक का टॉप क्या है बफर का हेड क्या है मैं लीनियर कांटेक्स्ट का उपयोग कर सकता हूं जो टॉप शब्द के S स्टैक में पड़ोसी क्या हैं टॉप शब्द के बफर में पड़ोसी क्या हैं फिर मैं यह भी उपयोग कर सकता हूं कि पेरेंट्स चिल्ड्रन सिब्लिंग्स में क्या संबंध हैं जो पहले से ही मेरे आर्क्स के सेट में स्थापित किए गए हैं फिर मैं कुछ अन्य विशेषताओं पर जा सकता हूं जैसे मैं शब्द रूप का उपयोग कर सकता हूं मैं इसका लेम्मा भी उपयोग कर सकता हूं और हम उनके पार्ट ऑफ स्पीच टैग और अन्य विशेषताओं का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए स्टैक के टॉप पर शब्द ed या ing के साथ खत्म हो रहा है और भी कई चीजें इसी तरह और मैं डिपेंडेंसी प्रकार का उपयोग करने में सक्षम हो सकता हूं अगर मैं एक लेबल डिपेंडेंसी समस्या को संभाल रहा हूं तो बस एक शब्द लेबल डिपेंडेंसी समस्या से मेरा क्या मतलब है इसका मतलब है मैं दो शब्दों के लिए डिपेंडेंसी संबंध लेबल क्या है यह भी पता लगाना चाहता हूं और अगर मैं अनलेबल्ड समस्या को हल कर रहा हूं जिसका अर्थ है मैं सिर्फ एक संबंध स्थापित करना चाहता हूं लेकिन मैं वास्तविक डिपेंडेंसी प्रकार के बारे में चिंता नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं लेबल को आर्क पर लगाने के बारे में चिंतित नहीं हूं लेकिन सिर्फ ट्री की संरचना इसलिए यदि मैं लेबल समस्या को हल कर रहा हूं तो मुझे यह भी देखना होगा कि मैं किस संबंध प्रकार को स्थापित कर रहा हूं और हम विभिन्न टोकनों के बीच की दूरी को भी एक फीचर के रूप में देखेंगे तो ये कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप केवल फीचर्स के इस सेट का उपयोग करने के लिए सीमित हैं और जैसा कि मैं आपके विशेष कार्य को देखता रहता हूं आपको यह सोचना पड़ सकता है कि कुछ दिलचस्प फीचर्स क्या हो सकती हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं इसलिए इन सभी फीचर्स का उपयोग करके मैं अपने बायनरी प्रश्न डाल रहा हूं मैं एक फीचर रिप्रेजेंटेशन के रूप में अपने कॉन्फ़िगरेशन का रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं तो यह मेरा पहला सवाल है अब दूसरा प्रश्न क्या था t अब मैं इसे रन टाइम पर कैसे उपयोग करता हूं लेकिन वास्तव में वाक्य के पार्स को ढूंढता हूं विचार कुछ इस तरह होगा तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ रन टाइम में आपको w 1 से w n तक एक वाक्य दिया जाता है और आप हमेशा प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन पर जा सकते हैं जहां S स्टैक खाली है बफर में सभी शब्द हैं और आर्क खाली है अब यह आपका कॉन्फ़िगरेशन है और आप एक लूप में हैं जबकि बफर खाली नहीं है आप कुछ ट्रांजिशन करते रहते हैं अब यह कार्य रन टाइम कहलाता है इसलिए आपको पता है कि यह कॉन्फ़िगरेशन c को फीचर वेक्टर में कैसे परिवर्तित किया जाए क्योंकि आप अपनी फीचर को परिभाषित कर रहे हैं तो आप इस बिंदु पर प्रश्न पूछ सकते हैं और अपने वेक्टर f c t का पता लगा सकते हैं अब मेरा क्लासिफायर क्या है मेरा क्लासिफायर सरल है मैंने अपनी फीचर्स का वेट्स सीखा है यह मानकर कि मैंने सीखा है हम देखेंगे कि कैसे वेट्स सीखें इसलिए एक बार जब मैंने अपनी फीचर्स का वेट्स सीख लिया तो मैं fc t के साथ वेट्स को गुणा करूंगा और पता लगाऊंगा कि विशेष ट्रांजिशन क्या है जो अधिकतम वैल्यू दे रहा है अर्थात मुझे पता है कि मेरा fc t फीचर वेक्टर क्या है और मुझे पता है कि यह मेरा fc t है और यह मेरा वेट्स है तो अब रन टाइम में मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन c दिया जाता है और मुझे यह पता लगाने की आवश्यकता है कि ऑप्टिमल ट्रांजिशन क्या है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं एक विचार यह है कि मैं सभी चार ट्रांजिशन के लिए f c t i के साथ w को गुणा करूँगा तो t i शिफ्ट लेफ्ट आर्क रिड्यूस और राइट आर्क है और मैं वह ले जाऊंगा जो कि t i पर अधिकतम वैल्यू argmax देता है इसलिए रन टाइम पर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को मैं बहुत आसानी से f c t में कनवर्ट कर सकता हूं मेरे पास पहले से ही वेट वैक्टर होंगे केवल एक चीज जो मुझे वेट वेक्टर को फीचर वेक्टर से गुणा करना है चार अलग अलग वैल्यू का पता लगाएं चार अलग अलग ट्रांजिशन लेना है उनमें से अधिकतम चुनते हैं या उन ट्रांजिशन का चयन करते हैं जिनमें अधिकतम वैल्यू होता है जो आपके द्वारा किया जाने वाला ट्रांजिशन है और फिर यदि आप वापस जाते हैं तो यह ट्रांजिशन है जिसे आप लेते हैं और फिर इस ट्रांजिशन को इस कॉन्फ़िगरेशन पर लागू करते हैं अगले कॉन्फ़िगरेशन को खोजने के लिए और जब तक आपका बफर खाली नहीं होता है तब तक इस लूप में चलते रहें और यही आपका रन टाइम है अब आपके लिए अभी जो स्पष्ट नहीं है वह यह है कि हम इन वेट्स को कैसे सीखते हैं बाकी सब स्पष्ट है तो हम देखते हैं इसलिए वेट्स सीखने के लिए हमें लेबल किए गए डेटा का उपयोग करना होगा जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है अब देखते हैं कि ट्रेनिंग डेटा पर हमें क्या कदम उठाने होंगे अब ट्रेनिंग डेटा मेरे पास इस फॉर्म के उदाहरण हैं f c और t यह स्पष्ट रूप से प्रवेश करने वाला डेटा है जिसमें हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांजिशन होंगे हाँ और कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है कि फीचर रिप्रेजेंटेशन क्या है इसलिए मैं फीचर वेक्टर को परिवर्तित करता हूं तो मेरे पास f c और t है f c कुछ भी नहीं बल्कि कॉन्फ़िगरेशन c का फीचर रिप्रेजेंटेशन है और t है c से शुरू होने वाला सही ट्रांजिशन और यह मैं अपने ओरेकल से प्राप्त कर सकता हूं याद रखें कि ओरेकल में मेरे पास मेरा कॉन्फ़िगरेशन और ऑप्टिमल ट्रांजिशन था इसलिए मुझे पता है कि इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या ट्रांजिशन लेना चाहिए इसलिए वहाँ से मैं अगले चरण f c और t पर जाता हूँ अब यह कुछ ऐसा है जो हमने पिछली कक्षा में किया है लेकिन मैं फिर से दोहराने की कोशिश करते हूँ कि हम डिपेंडेंसी ग्राफ के लेबल वाले वाक्यों के सेट से इस ओरेकल फ़ंक्शन का नमूना कैसे लेते हैं इसलिए प्रत्येक वाक्य x के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड डिपेंडेंसी ग्राफ g x के साथ आपको एक ट्रांजिशन अनुक्रम बनाना होगा जैसे कि हमने अंतिम कक्षा में किया था उदाहरण के लिए ही सेंट हर ए लेटर जैसे कि c 0 एक ऐसी चीज है जो x पर इनिशियलाइज़ेशन फंक्शन लागू करने से प्राप्त होगी और यह अंतिम डिपेंडेंसी ग्राफ है अब प्रत्येक मध्यवर्ती कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम एक ट्रेनिंग उदाहरण का निर्माण करेंगे तो ठीक है हमारे पास c i t i c i t i होगा और c i f c i में जाएगा और यही स्थिति है कि मैं कैसे एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा हूं तो यह वही बात है जिसके बारे में मैंने आज के लेक्चर में पहले चर्चा की है यह विचार क्या है कि गोल्ड स्टैंडर्ड वाक्य और डिपेंडेंसी ग्राफ से शुरू करते हैं और इस अनुक्रम c i t i c i t i का पता लगाते हैं अब यहां एकमात्र जोड़ यह है कि मैं प्रत्येक c i को फीचर रिप्रेजेंटेशन में बदलता हूं इसलिए यही कारण है कि मेरे पास f c i t i f c i t i है और आप कैसे ओरेकल में ट्रांजिशन का नमूना लेते हैं यह फिर से कुछ है जो हमने पिछले लेक्चर में किया था इसलिए यदि आप देखते हैं कि मेरी डिपेंडेंसी ग्राफ में स्टैक में वर्तमान शब्द का टॉप बफर में शब्द के टॉप से जुड़ा है तो आपके पास दिशा के आधार पर एक संबंध होगा यह लेफ्ट आर्क या राइट आर्क होगा तो यहाँ अगर शब्द का टॉप बफर में हेड है और यह डिपेंडेंट है तो आप एक लेफ्ट आर्क ट्रांजिशन बनाते हैं तो यह वही है जो आप स्टोर करेंगे यदि स्टैक में टॉप शब्द हेड है तो आपके पास राइट आर्क ट्रांजिशन होगा हाँ फिर आप रिड्यूस और शिफ्ट के बीच कैसे चयन करते हैं अगर स्टैक के नीचे एक शब्द ऐसा है जो कि यह बफर में पहले शब्द से जुड़ा है तो आप रिड्यूस करते हैं अन्यथा आप शिफ्ट करते हैं और याद रखें कि यह अंगूठे का नियम है जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी यदि आप रिड्यूस और शिफ्ट के बीच चयन कर रहे हैं तो यह वह शर्त है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह विचार स्पष्ट है आप ट्रेनिंग डेटा में वाक्य के साथ शुरू कर रहे हैं आपके पास गोल्ड स्टैंडर्ड डिपेंडेंसी ग्राफ है आप अपने ट्रांजिशन से गुजरते रहते हैं और इसे कहीं और स्टोर करते हैं जैसे कि f c i t i f c i t i f c i t i अब मैं इसका उपयोग वेट्स को सीखने के लिए कैसे करूं अब और यह वेट्स को सीखने का विचार है तो आप क्या करेंगे आप वेट्स के कुछ शुरुआती सेट के साथ शुरू करेंगे इसलिए यहां मैंने कहा है कि सभी वेट को 0 से इनिशियलाइज़ किया जा सकता है लेकिन शायद 0 नहीं होगा आप कुछ अन्य रैंडम नंबर्स या कुछ यूनिफ़ॉर्म नंबर्स के साथ इनिशियलाइज़ कर सकते हैं आप अपने वेट्स को इनिशियलाइज़ करें अब आप क्या करने जा रहे हो तो यहाँ दो लूप्स हैं पहला i के लिए 1 से K तक है यह इटरेशंस की संख्या है जो आप कर रहे हैं दूसरा j के लिए 1 से N तक है 1 से N उन सभी वाक्यों का समूह है जो आपके ट्रेनिंग डेटा में हैं तो आप अपने ट्रेनिंग डेटा पर कई इटरेशंस कर रहे हैं प्रत्येक इटरेशन में आप क्या करते हैं आप वाक्य लेते हैं हां आपको प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक मिलता है अब जबकि बफर खाली नहीं है इसलिए आप अभी क्या कर रहे हैं आप फिर से ट्रेनिंग डेटा में प्रत्येक वाक्य पर एक ही सामान दोहरा रहे हैं आप प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन से शुरू करते हैं और अब ट्रांजिशन को अपने वर्तमान वेट्स के अनुसार खोजने की कोशिश करते हैं इसलिए यह वह जगह है जहाँ लर्निंग का विचार आता है तो मैं इसे यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपके पास एक वाक्य S है अब आप c s x फ़ंक्शन को लागू कर सकते हैं या आप प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन C 0 पर जा सकते हैं अब आप C पर जाने के लिए एक ट्रांजिशन लेते हैं यह आपके ट्रेनिंग डेटा में आपका वाक्य है जिसका अर्थ है आपको पता है कि आपको क्या ट्रांजिशन लेना चाहिए हां लेकिन मैं इस विचार का उपयोग सीखने के लिए करना चाहता हूं और मैं यह कैसे करता हूं अब मान लीजिए कि आप वास्तव में टेस्टिंग के समय रन टाइम पर हैं तो आप ट्रांजिशन को नहीं जानते हैं तो आप इसे कुछ फीचर वेक्टर f c t में बदल देंगे अब रन टाइम पर आप कैसे ऑप्टिमल ट्रांजिशन का पता लगाते हैं जिसे वेट्स के साथ गुणा किया जाए और आर्ग्मैक्स लिया जाए और हम कहते हैं कि यह t स्टार है आप यह कर सकते हैं कि भले ही यह ट्रेनिंग सेट में हो और हम इसे टी शून्य कहते हैं ऑप्टिमल ट्रांजिशन अब विचार क्या है आप अभी भी लर्निंग के चरण में हैं तो आपका वेट्स ऑप्टिमल नहीं होगा इसलिए जब आप इस ऑपरेशन को करते हैं तो आपको ऑप्टिमल ट्रांजिशन नहीं मिल सकता है आपको कुछ और मिल सकता है और यही वह जगह है जहाँ आप अपने वेट्स को अपनाने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे कि यदि t स्टार t 0 के बराबर नहीं हैं तो आप अपने वेट्स को अपडेट करते हैं और आप अपने वेट्स को कैसे अपडेट करेंगे जैसे कि आप वास्तविक ट्रांजिशन की दिशा में जाते हैं और उस ट्रांजिशन के ट्रांजिशन से दूर जो आप वर्तमान बिंदु पर प्राप्त करते हैं तो साधारण बात है कि w न्यू होगा w ओल्ड प्लस f c t 0 माइनस f c t स्टार इसलिए ऑप्टिमल ट्रांजिशन की दिशा में जा रहे हैं और उस ट्रांजिशन से दूर हैं जिसे आप वर्तमान में भविष्यवाणी कर रहे हैं और कुछ लर्निंग रेट हो सकती है और हम अभी इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं तो कुछ लर्निंग वेट होंगे जिनके द्वारा आप यह अपडेट करेंगे तो अब आपके पास नए वेट्स होंगे फिर से आप इसे c 1 के लिए करते रहते हैं आप जानते हैं कि ट्रांजिशन सबसे ऑप्टिमल ट्रांजिशन क्या है लेकिन आपको इसके साथ आर्ग्मैक्स t स्टार का पता चलेगा यदि वे समान नहीं हैं तो आप फिर से अपने वेट्स को अपडेट करेंगे तो आप अपने ट्रेनिंग सेट में सभी वाक्यों S 1 से S N के लिए करते रहेंगे और आप इसे 1 2 कुछ K बार करेंगे जब तक कि वेट्स नहीं मिल रहा है इसलिए एक बार जब वेट्स परिवर्तित हो जाता है तो हम रुक जाते हैं तो यह वही है जो हमने यहां दिखाया है तो आप प्रत्येक वाक्य के लिए शुरू करते हैं जो आपके पास कुछ प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन है जबकि बफर खाली नहीं है तो आप करते रहते हैं पता करें कि आपके वेट्स के अनुसार ऑप्टिमल ट्रांजिशन क्या है ओरेकल से ऑप्टिमल ट्रांजिशन ढूंढें यदि वे मेल नहीं खा रहे हैं तो अपने वेट्स को अपडेट करें लेकिन आप सही ट्रांजिशन लेते हैं तो अगली बार जब आप सही कॉन्फ़िगरेशन के साथ शुरू कर रहे हैं तो इसे दोहराते रहें और अंत में आप वेट्स के नए सेट प्राप्त कर लेंगे और समाप्त हो जाएंगे तो अब आगे यह समझने के लिए कि हम एक उदाहरण लेते हैं और इससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि लर्निंग या वेट्स अपडेशन कैसे होता है तो यह सरल उदाहरण है तो मेरे पास एक वाक्य है जॉन सॉ मैरी तो आपको क्या करने की जरूरत है पहला प्रश्न इस वाक्य के लिए एक डिपेंडेंसी ग्राफ बनाना है जो बहुत आसान है हाँ अब अगला प्रश्न कहता है कि आप डेटा चालित डिपेंडेंसी पार्सिंग का उपयोग कर रहे हैं उसी विधि को करने के लिए जिस पर हमने इस लेक्चर में और अंतिम लेक्चर में चर्चा की है और आपके पास पहले से ही अपने ट्रेनिंग डेटा में गोल्ड स्टैंडर्ड पार्स हैं और आपके पास कुछ अन्य जानकारी जैसे जॉन और मैरी नाउन हैं और सॉ क्रिया है और आपको फीचर्स भी दिए गए हैं और आपको बताया जाता है कि अपने वेट्स को 5 तक इनिशियलाइज़ करें सिर्फ लेफ्ट आर्क के सिवाय जिस के लिए वेट 55 हैं और अपने फ़ीचर वेक्टर और शुरुआती वेट वेक्टर को परिभाषित करें तो हम यह करने की कोशिश करते हैं इसलिए हम कितनी शर्तें देख रहे हैं हम अपने कॉन्फ़िगरेशन पर तीन शर्तें देख रहे हैं स्टैक खाली है स्टैक के टॉप पर संज्ञा है और बफर के टॉप पर क्रिया है स्टैक के टॉप पर क्रिया है और बफर के टॉप पर संज्ञा तीन शर्तें हैं अब इन तीन शर्तें को मुझे सभी चार अलग अलग ट्रांजिशन के लिए जांचना होगा तो मेरी फीचर वेक्टर का आकार क्या होगा 3 इनटू 4 12 तो मेरी फीचर वेक्टर इसलिए यह 12 डाइमेंशन की है और मेरी फीचर्स क्या हैं इसलिए पहली फीचर मुझे इसे केवल लिखने दें कि पहला शर्त है कि स्टैक खाली है और लेफ्ट आर्क से शुरू होने के समान है ट्रांजिशन लेफ्ट आर्क है दूसरी फीचर दूसरा शर्त और लेफ्ट आर्क हो सकती है तीसरी शर्त तीन और लेफ्ट आर्क हां यह मेरी f c t है कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांजिशन पर एक शर्त पहले तीन तत्व और अगले तीन तत्व एक समान c 1 लेकिन अब ट्रांजिशन बदलेगा राइट आर्क को c 2 राइट आर्क c 2 राइट आर्क और फिर अगले तत्व c 1 रिड्यूस c 2 रिड्यूस c 3 रिड्यूस और यहां c 1 शिफ्ट c 2 शिफ्ट c 3 शिफ्ट तो यह मेरी फीचर वेक्टर के बारह तत्व यहाँ है अब मेरा वेट वेक्टर क्या है प्रारंभिक वेट्स वेक्टर हमने कहा कि सभी तत्व 5 हैं सिवाय लेफ्ट आर्क 55 है तो वेट्स 55 55 55 है और बाकी सब 50 50 है और इसी तरह आपका प्रारंभिक वेट वेक्टर है और आपका काम अब है इसलिए यह पहला सवाल था कि मेरी डिपेंडेंसी पार्स क्या है जॉन सॉ मैरी तो यहाँ सॉ है जॉन और मैरी यह सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है अब देखते हैं कि प्रश्न आगे क्या कहता है इसलिए अगला प्रश्न कहता है कि ऑनलाइन लर्निंग के दौरान इस गोल्ड स्टैंडर्ड पार्स का उपयोग करें और आर्क उत्सुक पार्सिंग के एक पूर्ण इटरेशन को पूरा करने के बाद वेट्स की रिपोर्ट करें तो यह कहता है कि अब आपको आर्क उत्सुक पार्सिंग या ट्रांजिशन पार्सिंग का उपयोग करके वेट्स सीखना होगा जो हमने देखा है तो अब देखते हैं कि हम वेट्स कैसे सीखते हैं तो यह वही है जिसे हमने अभी परिभाषित किया है हमारे पास यह फीचर्स हैं हमारे पास यह वेट्स शुरू में डिपेंडेंसी ग्राफ के अनुसार है तो मैं लर्निंग कैसे शुरू करूँगा लर्निंग में मैं इस वाक्य को लूंगा मैं इसे प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन में डालूंगा प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन वह है जो यह स्टैक खाली है बफर में जॉन सॉ और मैरी शामिल हैं और आर्क खाली है तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन C पर मुझे यह चुनना होगा कि मेरे क्लासिफायरियर के अनुसार ऑप्टिमल ट्रांजिशन क्या है और मुझे ओरेकल से मेरे ओरेकल के अनुसार ऑप्टिमल ट्रांजिशन चुनना होगा t 0 क्या होगा मैं बहुत आसानी से कहूंगा कि यह शिफ्ट होगा मैं इस बिंदु पर एक शिफ्ट कर रहा हूं मुझे यहां शिफ्ट करना चाहिए लेकिन मेरे क्लासिफायर द्वारा क्या भविष्यवाणी की जा रही है तो आइए देखें कि मेरे क्लासिफायर के अनुसार t स्टार क्या होगा इसलिए मेरे क्लासिफायरियर के लिए मैं t स्टार कैसे प्राप्त करूं इसलिए t स्टार सभी संभावित ट्रांजिशन के लिए argmax w times f c t होगा तो हम एक एक करके करते हैं तो f c LA क्या होगा ट्रांजिशन के LA होने पर फीचर वेक्टर क्या है तो इसके लिए आइए हम मेरी फीचर वेक्टर परिभाषा को देखें तो यहां यह c 1 और LA पर एक बायनरी वैल्यू होगा c 1 क्या है स्टैक का टॉप क्या यह स्टैक खाली है इसलिए c 1 1 है और ट्रांजिशन लेफ्ट आर्क है इसलिए यह 1 होगा C 2 स्टैक का टॉप संज्ञा है और टॉप बफर क्रिया है अब स्टैक का टॉप खाली है इसमें संज्ञा नहीं हो सकती है इसलिए c 2 0 है तो पहले से ही यह 0 होगा C 3 फिर से स्टैक का टॉप क्रिया है और बफर के टॉप पर संज्ञा है फिर से यह 0 होगा यही कारण है कि मैं अपनी फीचर वेक्टर में भरता हूं अब हम इस पर चलते हैं अब जैसे ही आप किसी अन्य ट्रांजिशन RA पर जाते हैं यह 0 होना चाहिए हाँ क्योंकि यहाँ आपका ट्रांजिशन LA है तो बाकी सब कुछ 0 12 तत्व होंगे अब आपका वेट्स वेक्टर क्या है वेट वेक्टर यहाँ है यदि आप f c LA के साथ वेट वेक्टर को गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा तो w गुना f c LA 1 के बराबर है इसलिए केवल एक तत्व 1 है इसलिए मैं इसके साथ गुणा करूंगा यह आपको 55 देगा अब इसी तरह अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि अन्य फीचर्स f c RA क्या हैं RA के लिए इसी तरह केवल यह तत्व 1 होगा बाकी सब कुछ 0 होगा इसलिए w गुना fc क्या है RA जो 5 होगा और इसी तरह यदि आप सभी शिफ्ट और रिड्यूस के लिए करते रहते हैं तो आप इसे शिफ्ट के लिए पाएंगे जो 5 है और यह रिड्यूस के लिए 5 है हाँ तो अब आपका t स्टार आर्गमैक्स t w गुना f c क्या है t जो लेफ्ट आर्क होगा और जो आपका t 0 है वह आपके ओरेकल के अनुसार शिफ्ट है और आप अपना वेट्स कैसे सीखते हैं अगर t स्टार t 0 के समान नहीं है तो आप अपने वेट्स को अपडेट करेंगे और क्या है संदर्भ समय 3345 अपडेट w प्लस f c t 0 माइनस f c t स्टार तो f c t 0 क्या है तो यह फ़ंक्शन क्या होगा तो मान लीजिए कि SH अंत में था तो यह 1 0 0 था और बाकी सब 0 है और यह मेरा LA है तो नया वेट्स वेक्टर क्या होगा तो मेरे पास मूल वेट्स वेक्टर है जो कि यह 1 प्लस यह माइनस यह है तो नया वेट वेक्टर क्या होगा मैं यहाँ एक घटाता हूँ इसलिए t 45 55 55 50 50 50 50 50 50 होगा और अब मैं शिफ्ट पर आया हूँ शिफ्ट होने के लिए मैं उस 1 को जोड़ रहा हूँ इसलिए यह 60 50 50 होगा और यह आपका नया वेट वेक्टर है और अब आप कॉन्फ़िगरेशन के अगले सेट के लिए इस वेट वेक्टर के साथ काम करेंगे तो अगला कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहां से आप शिफ्ट लागू करेंगे और अगला कॉन्फ़िगरेशन जॉन सॉ मैरी और फ़ाई होगा फिर से आप इसे फीचर वेक्टर में बदल देंगे यह देखेंगे कि t स्टार क्या है जो आपको मिल रहा है t 0 क्या है यदि वे एक समान नहीं है तो आपके वेट को अपडेट करना होगा और आप टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने तक जारी रखेंगे और फिर आपके पास अंतिम वेट्स वाले वैक्टर होंगे इसलिए मैं आप सभी को प्रोत्साहित करूंगा कि आप इसे अपने दम पर पूरा उदाहरण दें और देखें कि अंतिम वेट वेक्टर क्या है जो आपको मिल रहा है और यहां तक कि अगर आप यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वेट्स वेक्टर का उपयोग करके क्या अब नए वेट्स वेक्टर के साथ उस में मदद करता है यदि आप इसे पुराने कॉन्फ़िगरेशन पर आज़माते हैं तो आप ओरेकल के अनुसार ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन के करीब होंगे और ना कि जो आपकी शुरू में अपडेट था तो यह विचार है कि आप ट्रांजिशन बेस्ट पार्सिंग के आर्क के इस उदाहरण को लेते हुए इस डिपेंडेंसी पार्सिंग के लिए मशीन लर्निंग के तरीकों का उपयोग कैसे कर सकते हैं अब अगले लेक्चर में हम डिपेंडेंसी पार्सिंग की एक नई विधि पर चर्चा शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि फिर से हम ऐसा करने के लिए लेबल डेटा का उपयोग कैसे कर सकते हैं